आगे हम शेष को देखते हैं मेरा मतलब है कि सभी 1 को हमें सबसे बड़े आकार के माध्यम से कवर करने की आवश्यकता है जिसका आकार दो समूहों की पूर्णांक शक्ति है ठीक है तो अगला यह है और यह है चलिए इस पर विचार करते हैं तो यह दो 1 और दूसरे दो 1 प्रतिबिंब के कारण यह दोनों पड़ोसी हैं और इनका समूहीकृत किया जा सकता है फिर से हम पहले ही देख चुके हैं कि यह किनारे पर है और यह दोनों किनारे पर है ये भी पड़ोसी हैं तो ये 1 यह दो 1 और यह दो 1 भी इन्हें एक समूह के रूप में माना जा सकता है और उस विशेष समूह में हम देख सकते हैं क्या स्थिर रह रहा है B 0 मान के साथ स्थिर रह रहा है जोकि B prime में योगदान देगा और D 1 के साथ स्थिर है दोनों जगहों पर यह 1 है और E 0 के साथ स्थिर है इसलिए B prime D E prime संबंधित प्रोडक्ट टर्म है ठीक है अब क्या बचा है तो यह 1 2 3 4 और दूसरा 4 प्लस 4 8 कवर हो गए हैं तो जो बचा है वह यह और यह है यह दोनों 1's अभी तक कवर नहीं हुए हैं अब उन्हें कवर करने के लिए हम देख सकते हैं कि मेरा मतलब एक चीज जो स्पष्ट दिख रही है कि तार्किक रूप से निकट चार 1's के साथ इस तरह का एक समूह बनाया जा सकता है और यह विशेष एक टर्म A B prime उत्पन्न करता है और D स्थिर है इसलिए यह प्रोडक्ट टर्म उत्पन्न होगा दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर से अगर हम प्रतिबिंब पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों तार्किक रूप से निकट हैं आसानी से समझ में आया लेकिन फिर से इस विशेष अक्ष के सापेक्ष वे एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं ठीक है इसलिए इस तरह से इस समूह को दो के समूह तक वे तार्किक रूप से आसन्न हैं तो तदनुसार चार का एक समूह भी बनाया जा सकता है जो पिछले जिसे हमने यहां माना है की तरह समान आकार का है और चार का यह समूह अगर हम सिर्फ उन्हें एक साथ रखते हैं तो यह एक साथ चार सदस्य हैं आप देख सकते हैं कि A D और E ये तीन यहां पर स्थिर हैं तो यह और यह इन दोनों में से किसी एक टर्म के द्वारा कवर किए जा सकते हैं तो तदनुसार आपको B E B prime D prime E और A prime A B prime D या A D E प्राप्त हुआ है इन दोनों में से एक कारनॉफ मैप के माध्यम से इस पांच चर फ़ंक्शन की न्यूनतम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व है क्या यह स्पष्ट है तो इसी तरह हम पिछले प्रस्तुति के लिए भी कर सकते हैं F BE AB'D B'DE' या F BE ADE B'DE' अब हम क्या देखते हैं इस समस्या पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे हम प्रविष्ट चर मैप से क्या समझते हैं जिसके पहले हम प्रविष्ट चर पर चर्चा करेंगे ठीक है तो प्रविष्ट चर है यदि आप 3 चर की एक सत्य तालिका देखें जैसे आप यहां देखते हैं A B Cऔर संबंधित फंक्शन आउटपुट Y है तो इससे एक सत्य तालिका उत्पन्न हुई है ठीक है जहां आउटपुट एक चर जो प्रविष्ट चर है का फलन है ठीक है FABC ∑ m267 तो इस स्थिति में हम समान सत्य तालिका के लिए दो उदाहरण देखते हैं एक स्थिति में हम C को प्रविष्ट चर की तरह देखते हैं ठीक है तो Refer Time 1434 जब हम C को प्रविष्ट चर की तरह देखते हैं हम देखते हैं कि C में बदलाव के साथ कैसे आउटपुट फंक्शन बदलता है जब अन्य चर नियत रहते है यहां अन्य चर A और B है तो A और B माना 0 0 मान के साथ नियत है तो सत्य तालिका में 2 स्थान क्या है सत्य तालिका में यह दो स्थान A और B 0 0 के लिए 0 0 है और C इन दो पंक्तियों में 0 से 1 तक बदल रहा है ठीक है तो इसे हम इस तरह जोड़ा बनाते हैं यह जोड़ा A B 0 1 के लिए है यह A B 1 0 के लिए है और यह जोड़ा A B 1 1 के लिए है ठीक है अतः इनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए हम सत्य तालिका में एक प्रविष्टि प्राप्त करते हैं जहां चर की प्रविष्टि की गई है चर की प्रविष्टि की गई है अब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं कि इस विशेष जोड़े के लिए आउटपुट C के सापेक्ष कैसे बदल रहा है हम देखते हैं कि आउटपुट 0 नियत रहता है इनपुट चर C में बदलाव से निरपेक्ष आउटपुट नहीं बदल रहा है ठीक है तो Y इस स्थिति में 0 के बराबर है इस स्थिति में क्या हो रहा है यदि C 0 है Y 1 है यदि C 1 है Y 0 के बराबर है ठीक है तो इसका मतलब यह केवल पूरक है Y आउटपुट C का पूरक है इसलिए ऐसी स्थिति में जहां A B 0 1 है Y C prime के बराबर है और अगली स्थिति फिर से हम देखते हैं कि आउटपुट नहीं बदल रहा है 0 मान के साथ स्थिर है तो Y 0 के बराबर है और यह Y है 1 के बराबर है तो तदनुसार यह सत्य तालिका प्राप्त हुई जहां एक चर आप देखते हैं C prime प्रविष्ट हुआ है ठीक है तो दूसरी जगह पर यदि ऐसी स्थिति है तो C वहां हो सकता है या दूसरी जगह मेरा मतलब सत्य तालिका के आधार पर मैप किए गए प्रविष्ट किए गए चर प्रविष्ट सत्य तालिका में चर के प्रवेश करने की संभावना है ठीक है FABC BC' AB तो C की जगह यदि हमारे पास दूसरा चर होता उदाहरण के लिए माना A सत्य तालिका में प्रवेश कर रहा है ठीक है तो A प्रविष्ट चर है उस स्थिति में जोड़ा बनाने का क्या तरीका हो सकता है